जब मैं उबाल को देखता हूं तो अब तक की सभी प्रक्रिया ऊष्मा परिवहन प्रक्रिया है तो हम यह मान लेते हैं कि ऊष्मा का स्थानांतरण मान लीजिए कि हम ठोस से एकल चरण या एकल चरण द्रव से ठोस में होते हैं तो हम जो देखने जा रहे हैं वह क्वथन है क्या होता है कि इसमें एक चरण परिवर्तन शामिल होता है तो एक चरण परिवर्तन होता है जो उबलने की प्रक्रिया में शामिल होता है और वास्तव में कंडेनसेशन में भी वही होता है जिसे आप अगले विषय पर देखेंगे तो इसके अलावा उबालने में ठोस से तरल में ऊष्मा परिवहन होगा जिसमें गुप्त ऊष्मा भी होगी तो यह केवल प्रत्यक्ष ऊष्मा नहीं है जो ऊष्मा परिवहन प्रक्रिया को नियंत्रित करती है बल्कि तरल पदार्थ की गुप्त ऊष्मा भी परिवहन की जाने वाली ऊष्मा की कुल मात्रा को नियंत्रित करती है तो हम जो देखने जा रहे हैं वह यह है कि ऊष्मा परिवहन गणना में गुप्त ऊष्मा को कैसे शामिल किया जाए और हमारे मूल उद्देश्य को बनाए रखने का उद्देश्य ऊष्मा परिवहन गुणांक h और h1 खोजना है तो वे उद्देश्य हैं अब मान लीजिए अगर हमारे पास एक तरल पदार्थ है और यह कुछ ऐसा है जो हम सभी को उबलते पानी की तरह किसी बिंदु से मिलता है तो हमने हमेशा ऐसा किया है इसलिए यदि आप बीकर लेते हैं तो कोई भी कंटेनर लें तो मैं ऊष्मा की आपूर्ति करने जा रहा हूं मैं कंटेनर के तल को गर्म करने जा रहा हूं और यहां तरल पदार्थ है जो बैठा है तो हम जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वह यह है कि ठोस से द्रव में परिवहन की जाने वाली ऊष्मा की कुल मात्रा क्या है अब तरल से ठोस कहना ही काफी नहीं है हमें इसे किसी और चीज से क्वालिफाई करना है और इसका कारण यह है कि द्रव अब उबल रहा है और द्रव के चरण में परिवर्तन हो रहा है तो द्रव अब जा रहा है तो यह द्रव की वाष्प अवस्था है और यह द्रव की तरल अवस्था है तो इसलिए परिवहन की जाने वाली ऊष्मा की कुल मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि इस द्रव का कितना अंश वाष्प अवस्था में होने वाला है इसलिए अब हमें अपनी ऊष्मा परिवहन गणना में इस बीकर के अंदर बनने वाली वाष्प की मात्रा को शामिल करना होगा इसलिए केवल यह जानना पर्याप्त नहीं है कि गुप्त ऊष्मा की मात्रा क्या है बल्कि यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि द्रव के किस अंश को वाष्प अवस्था में परिवर्तित किया गया था क्योंकि इसमें गुप्त ऊष्मा शामिल है और इसलिए इस कंटेनर की सतह से जो भी ऊष्मा की आपूर्ति की जाती है इस कंटेनर की निचली सतह आइए हम कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं इसे बनाए रख सकता हूं आइए हम कुछ सतह तापमान Ts पर कहें इसलिए मैं आपूर्ति ऊष्मा देता रहता हूं और जो भी ऊर्जा सतह पर आपूर्ति की जाती है वह अब तरल पदार्थ द्वारा ले ली जाती है और तरल पदार्थ की प्रत्यक्ष ऊष्मा बढ़ने वाली है और दी गई परिस्थितियों में यह क्वथनांक या संतृप्ति तापमान तक पहुंच जाती है इस द्रव का कुछ अंश वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने वाला है अब अगर मैं आगे ऊष्मा जारी रखता हूं तो और अधिक तरल पदार्थ होगा जो वाष्प बनने जा रहा है और यही हमने देखा है जब हम वास्तव में हमारे रसोई घर में पानी गर्म करते हैं है ना ये तो आप सभी ने देखा ही होगा या तो आपने खुद में किया होगा या कम से कम आपने ये तो देखा ही होगा जहां जब आप किसी चीज को गर्म करते हैं तो आप हमेशा देखेंगे कि एक अलग समय बिंदु हालांकि आप अभी भी एक ही तापमान पर बनाए रख सकते हैं और आप निरंतर बनाए रख सकते हैं आप एक निश्चित प्रवाह पर ऊष्मा प्रदान कर सकते हैं आप देखेंगे कि आप इस कंटेनर को ऊष्मा की आपूर्ति करते हैं वाष्प की मात्रा जो गठित हो रही है वास्तव में भिन्न है ठीक है तो आज के व्याख्यान में हम जो देखने जा रहे हैं वह यह है कि हम विभिन्न प्रकार के क्वथन के आधार पर ऊष्मा परिवहन गुणांक खोजने का प्रयास कैसे कर सकते हैं अर्थात् द्रव के उस अंश के आधार पर जो वाष्प चरण में परिवर्तित हो जाता है आप उबलने की प्रक्रिया को चार अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं तो हम पहले वर्णन करने जा रहे हैं ये विभिन्न प्रकार के क्वथन क्या हैं और हम यह देखने जा रहे हैं कि इनमें से प्रत्येक चरण के लिए ऊष्मा परिवहन गुणांक कैसे प्राप्त किया जाए इसलिए ऐसा करने के लिए हमें पहले यह देखना होगा कि एक नियंत्रित प्रयोग कैसे किया जाता है जिस तरह से नियंत्रित प्रयोग किया गया कंटेनर को नीचे से गर्म करने के बजाय प्लेटिनम तार को एक विशिष्ट स्थान पर अंदर रखा जाता है नीचे की सतह से थोड़ा ऊपर तो आप प्लेटिनम के तार को विद्युत रूप से गर्म करते हैं और इस तरह आप वाष्पों को देखना शुरू कर देंगे जो कि बनते हैं अब क्योंकि वाष्प हल्की है वह इस तरल के माध्यम से जाएगी और वह ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करेगी जिससे तरल विस्थापित होने वाला है तो इसलिए स्पष्ट रूप से कोई भी देख सकता है कि एक प्राकृतिक संवहन प्रक्रिया है जो शामिल है स्पष्ट रूप से प्राकृतिक संवहन प्रक्रिया यहाँ शामिल है क्योंकि द्रव कण जो वास्तव में वाष्प अवस्था में बह रहे हैं अब हल्के होने जा रहे हैं उन्हें भी विस्थापित करना होगा जो एक प्राकृतिक संवहन गति को स्थापित करता है अब दूसरी बात है जाहिर है सतह के गुणों का एक कार्य होने जा रहा है विशेष रूप से न्यूक्लियेशन प्रक्रिया तो आइए थोड़ी देर में इसके बारे में थोड़ा और विवरण देखें बुलबुले जो वास्तव में सतह पर न्यूक्लियेटेड होते हैं जहां तरल पदार्थ को ऊष्मा प्रदान की जा रही है तो आप देखेंगे कि न्यूक्लियेशन सतह के गुणों का मजबूत कार्य है यदि वह सतह बहुत खुरदरी है तो समान वृत्तों में कुछ स्थानों के bajaye अन्य स्थानों पर न्यूक्लियेशन के लिए प्राथमिकता दी जाती है तो सतह के गुण और अन्य गुण उबलने की प्रक्रिया में एक मजबूत भूमिका निभाते हैं इससे पहले कि हम विवरण में जाएं एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह लगभग असंभव है कि गवर्निंग समीकरण तैयार करना बहुत मुश्किल है अब ऐसा करना संभव नहीं है इसका एकमात्र कारण यह है कि आपको दो चरण प्रवाह से परिचित नहीं कराया जाता है याद रखें कि यह दो चरण प्रणाली है इसलिए यदि आप जानते हैं कि दो चरण प्रणाली को कैसे चिह्नित किया जाए जो इस वर्ग के दायरे से बाहर है तो हमें गवर्निंग समीकरण लिखने में सक्षम होना चाहिए आइए अभी के लिए मान लें कि स्कोर की पृष्ठभूमि भी करना बहुत आसान नहीं है लेकिन फिर भी हम कुछ पुनरावृत्त विचार प्राप्त कर सकते हैं कि क्या होने जा रहा है तो यह जिस तरह से दिखता है वह है तो मान लीजिए कि हम प्रदर्शन करना चाहते हैं या हम यह जानना चाहते हैं कि ये सभी आयामहीन मात्राएं क्या हैं जो यहां शामिल हैं ठीक है तो ये सभी क्वथन प्रक्रिया में शामिल आयामहीन समूह क्या हैं क्योंकि सभी संवहन विषय जो आपने देखे हैं उनमें हमेशा नुसेल्ट संख्या और आयामहीन मात्रा के बीच एक संबंध पाया गया है जो वास्तव में परिवहन प्रक्रिया की विशेषता है चाहे वह ऊष्मा परिवहन हो या मास परिवहन या संवेग परिवहन हो इसलिए यदि हम आयामहीन समूहों को जानते हैं तो हम कुछ सुराग प्राप्त कर सकते हैं कि ऊष्मा परिवहन गुणांक कैसे प्राप्त करें इसलिए हम आयाम विश्लेषण का उपयोग करने जा रहे हैं बकिंघम पाई प्रमेय का उपयोग करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा आपके क्षेत्र यांत्रिकी क्लास में की गई है तो इस समस्या के विभिन्न गुणों या पहलुओं का एक कार्य ऊष्मा परिवहन गुणांक होगा जो ऊष्मा परिवहन गुणांक तय करने जा रहा है द्रव की विभिन्न मात्राएँ या गुण क्या हैं जो ऊष्मा परिवहन गुणांक को प्रभावित करने वाले हैं तो याद रखें कि हमें जो भी आयामहीन संख्याएँ मिली हैं वे द्रव के कुछ गुणों का संयोजन हैं तो उद्देश्य यह पता लगाना है कि ये आयामहीन समूह क्या हैं तो आपको यह जानने की जरूरत है कि तरल पदार्थ के गुण क्या हैं जिन पर ऊष्मा परिवहन गुणांक निर्भर करता है यही उद्देश्य है तो याद रखें कि आपने हमेशा एक सामान्य प्रणाली के लिए पाया है कि नुसेल्ट नंबर re और प्रांडल नंबर का कुछ कार्य है तो हमने अब तक जिन सभी प्रणालियों को देखा है उनके लिए हमने यही पाया है और रेनॉल्ड्स नंबर तरल पदार्थ के गुणों उपयोग और संवेग सीमा परत को कैप्चर करता है और प्रांड्ल नंबर तरल पदार्थ के गुणों के आधार पर थर्मल सीमा परत व्यवहार को कैप्चर करता है तो इसी तरह यहां से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ऊष्मा परिवहन गुणांक property के कुछ संयोजन का एक कार्य है इसलिए यदि आप पहचान सकते हैं कि ये गुण क्या हैं जिस पर ऊष्मा परिवहन गुणांक निर्भर करेगा तो हम वास्तव में एक आयामहीन विश्लेषण कर सकते हैं और बकिंघम पीआई का उपयोग करके आयामहीन समूह का पता लगा सकते हैं तो गुण क्या हैं ठीक है तो वह Cp है घनत्व वह क्षमता जो आपको बताती है कि तरल पदार्थ कितनी प्रत्यक्ष ऊष्मा लेने वाला है चालकता kf गुप्त ऊष्मा है तो hfg द्रव के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है तो हमारे पास 4 है चिपचिपाहट प्राकृतिक संवहन प्रक्रिया के कारण फिर हाँ तापमान क्या तापमान क्या यह सतह का तापमान है तो याद रखें कि ट्रांसपोर्टइड ऊष्मा की मात्रा को देख रहे हैं तो यह निर्भर करता है नहीं तापमान अंतर पर निर्भर करता है जो सतह और संतृप्ति तापमान के बीच का अंतर है जो कि तरल पदार्थ का क्वथनांक है और फिर क्या हाँ लेकिन विशेष रूप से जब हम ब्वॉयलिंग देख रहे हों तो मान लें कि द्रव वास्तव में संतृप्ति पर है तो प्राकृतिक संवहन है तो हमने viscosity कहा लेकिन और क्या गुरुत्वाकर्षण है ना किसी तरह उछाल को यहां भूमिका निभानी है तो यह g times rho liquid minus rho vapor होगा तो यह आपको बताता है कि द्रव में विभिन्न स्थानों के बीच body force difference क्या है और यह उछाल प्रदर्शित करता है और यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और क्या है वह स्पष्ट रूप से तार की लंबाई पर निर्भर करता है आपको यह जानने की जरूरत है कि तार की लंबाई क्या है और कुछ क्योंकि उपलब्ध क्षेत्रफल की मात्रा लंबाई पर निर्भर करती है तो लंबाई का पैमाना आपको बताता है कि वह क्षेत्र क्या है जो ऊष्मा परिवहन के लिए उपलब्ध है इसलिए यह लंबाई का एक फलन होना चाहिए याद रखें कि नुसेल्ट संख्या आपके पास h into l by k or d by k है यदि यह एक ध्रुवीय निर्देशांक प्रणाली है तो हमारे पास viscosity है हमारे पास प्रत्यक्ष ऊष्मा है हमें rho मिला है एक और महत्वपूर्ण पहलू मैं आपको एक संकेत दूंगा मान लीजिए कि वाष्प तार की सतह पर अब बन रहा है जिसे पहले से ही ध्यान में रखा गया है क्योंकि उछाल आपको घनत्व में अंतर बताता है यह काफी अच्छा है अब मान लीजिए यदि आपके पास वाष्प का बुलबुला है जो तार की सतह पर बनता है अब वाष्प द्वारा वहन की जाने वाली ऊष्मा की मात्रा किस कारक पर निर्भर करती है वाष्प का Cp लेकिन उससे कुछ अधिक आपको संपर्क की आवश्यकता है तो आप तार से द्रव तक ऊष्मा परिवहन को देख रहे हैं तो यह पृष्ठ तनाव का एक मजबूत कार्य है तो यह सतह तनाव वास्तव में परिभाषित करने में एक बहुत मजबूत भूमिका निभाता है कि तार के साथ इस तरल पदार्थ के संपर्क की सीमा क्या होनी चाहिए तो आपके पास 10 अलग अलग कारक हैं जो वास्तव में परिभाषित करने में भूमिका निभाते हैं ऊष्मा परिवहन गुणांक क्या है इसलिए मैं बकिंघम पाई के विवरण में नहीं जाऊंगा क्योंकि यह आपके द्रव यांत्रिकी class में शामिल है इसलिए यदि आप बकिंघम पाई प्रमेय का उपयोग करते हैं तो आपको पांच आयामहीन समूह मिलेंगे तो वह नुसेल्ट संख्या hL by kf के बराबर होगी और g rhol rhov का एक फंक्शन L cube by mu square Cp delta T by and mu Cp by k होगा जो कि प्रांड्टल संख्या L square by sigma है Cp delta d by hfg क्या है hfg गुप्त ऊष्मा है तो यह आपको बताता है तो इसे जैकब संख्या कहा जाता है जो गुप्त ऊष्मा से विभाजित अधिकतम प्रत्यक्ष ऊष्मा का अनुपात है तो प्रत्यक्ष ऊष्मा का अनुपात जो कि संबंधित गुप्त ऊष्मा से विभाजित होता है यह आपको बताता है कि द्रव कण को आपूर्ति की जाने वाली ऊष्मा का अंश क्या है जिसे प्रत्यक्ष ऊष्मा के रूप में ले जाया जाता है और चरण परिवर्तन के लिए वास्तव में किस अंश का उपयोग किया जाता है तो जो भी ऊष्मा तरल पदार्थ को आपूर्ति की जाती है वह ऊष्मा के परिवहन के लिए उपयोग की जा रही है हमारे पास चरण में परिवर्तन के लिए भी प्रत्यक्ष ऊष्मा है तो आखिरी वाले को बॉन्ड नंबर कहा जाता है तो वह Bo यह प्रांदल संख्या है आप जानते हैं कि बॉन्ड संख्या उत्प्लावकता बलों और सतह तनाव बलों का अनुपात है तो वह बॉन्ड नंबर है और ये पांच आयामहीन समूह हैं जो बकिंघम पाई प्रमेय से निकलेंगे मुझे लगता है कि आप सभी को वास्तव में पाँच समूहों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए हम आपके द्रव यांत्रिकी नोट्स पर वापस जाते हैं जहाँ आपको सिखाया गया है कि इन आयामहीन समूहों को कैसे प्राप्त किया जाए और यह पता लगाया जाए कि ये पाँच आयामहीन समूह इस तथ्य से शुरू होते हैं कि ऊष्मा परिवहन गुणांक इन नौ कारकों पर निर्भर करता है अतः क्वथन के दो वर्ग हैं एक को पूल क्वथन कहा जाता है और दूसरे को जबरन संवहन क्वथन कहा जाता है तो यहाँ जबरन संवहन देखना थोड़ा आश्चर्यजनक हो सकता है हम देखेंगे कि यद्यपि द्रव को पंप नहीं किया जा रहा है या इसे किसी चीज़ पर जबरदस्ती प्रवाहित करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है लेकिन आप देखेंगे कि एक निश्चित प्रकार का जबरन संवहन है जो शामिल जिस पर हम वास्तव में बहुत गहराई से चर्चा करेंगे जब हम उस विषय पर जाएंगे ठीक है तो पूल क्वथन के दो प्रकार होते हैं एक को मुक्त संवहन मोड कहा जाता है और दूसरे को न्यूक्लियेट पूल बॉयलिंग कहा जाता है तो यह देखा गया के यह प्रयोग नुकियामा नाम के व्यक्ति द्वारा किया गया था तो उन्होंने देखा कि क्योंकि यह एक बहुत ही नियंत्रित प्रयोग है आप यह पता लगा सकते हैं कि वास्तव में ऊष्मा का कुल प्रवाह या ऊर्जा का कुल प्रवाह क्या है जो द्रव में पहुँचाया गया था तो आपने qs और deltaT के बीच एक प्लॉट बनाया अब यहाँ हम मान लेते हैं कि जब आप प्रयोग शुरू करते हैं तो द्रव लगभग संतृप्ति तापमान पर होता है ठीक है तो यह Ts माइनस Tsat है इसलिए किसी दिए गए तरल पदार्थ के लिए संतृप्ति तापमान निश्चित नहीं है दी गई परिस्थितियों में संतृप्ति तापमान या ब्वॉयलिंग टेंपरेचर निश्चित हैं तो उन्होंने जो देखा वह कुछ इस प्रकार है तो हम थोड़ी देर में समझाने जा रहे हैं कि आपको ऐसा वक्र क्यों मिलता है और इसका क्या महत्व है तो इस प्रकार का वक्र है जो उन्होंने प्राप्त किया और देखा गया कि वक्र पर अधिकतम ऊष्मा प्रवाह होता है और उस स्थान पर न्यूनतम ऊष्मा प्रवाह होता है तो इसे क्वथन वक्र कहा जाता है इसे boiing curve कहते हैं और जिस स्थान तक मैक्सिमा उठता है उससे पहले के इस क्षेत्र को पूल क्वथन क्षेत्र कहा जाता है और इस क्षेत्र को संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है और इस स्थान को फिल्म क्वथन कहा जाता है तो ये उबलने के तीन अलग अलग चरण हैं